छात्रों का स्वागत करता हूं तो पिछली कक्षा में हमने लागत शीट तैयार करने और विभिन्न उप लागतों की गणना करने के तरीके के बारे में सीखा और अंत में उत्पादन और ऑपरेटिंग लाभ की कुल लागत पर पहुंचे अब लागत पत्रक तैयार करना एक बात है लेकिन लागत पत्रक का विश्लेषण करना दूसरी बात है लागत पत्रक की तैयारी यह लागत लेखांकन का हिस्सा है लेकिन लागत पत्रक का विश्लेषण करना और संबंधित जानकारी उपयोगी जानकारी को चित्रित करना और निर्णय लेने में इसका उपयोग करना प्रबंधन लेखांकन का हिस्सा है इसलिए लागत लेखांकन और प्रबंधन लेखांकन और कुछ मामलों में वित्तीय लेखांकन भी साथ साथ चलते हैं इन सभी तीन अलग अलग प्रकार की लेखा प्रणालियों या कहे लेखांकन के प्रकार वे साथ साथ चलते हैं इसलिए कभी कभी हम वित्तीय लेखांकन की मदद लेते हैं कभी कभी हम लागत लेखांकन की मदद लेते हैं कभी कभी हम दोनों वित्तीय और लागत लेखांकन की मदद लेते हैं और अंत में वित्तीय विवरण और लागत लेखांकन द्वारा उत्पन्न जानकारी के आधार पर कुछ प्रासंगिक निर्णयों पर पहुंचते है और फिर हम इस जानकारी के आधार पर व्यवसाय में अंतिम निर्णय लेते हैं अब उदाहरण के लिए जब हम इस लागत पत्रक को तैयार करते हैं तो हम सीधे कुल लागत पर नहीं जाते बल्कि इसे चार लागतों में विभाजित किया जाता है एक थी प्रमुख लागत कारखाने की लागत उत्पादन की लागत और बिक्री की लागत अब क्यों हमने इस लागत को चार उपखंडों में विभाजित किया उद्देश्य लागत को नियंत्रित करना है अब हमें इसका विश्लेषण करना होगा यही हमारी लागत नियंत्रण से आगे जा रही है उदाहरण के लिए आप यहाँ देखिए कि हमने ऑपरेटिंग लाभ की गणना की है यह 26250 है कुल बिक्री मूल्य 189500 रुपये है अब हमें यह सोचना होगा कि क्या हम इस ऑपरेटिंग लाभ से संतुष्ट हैं या हमारा लाभ बाजार के अन्य खिलाड़ियों की तुलना में कम है और हमें लाभ बढ़ाना होगा हमें लाभ बढ़ाना होगा और हमें कुछ करना होगा कुछ जो हमें लागत कम करने में मदद करें मुनाफ़ा बढ़ाएं इसलिए यदि हम लाभ बढ़ाना चाहते हैं तो आप विक्रय मूल्य को नहीं छू सकते क्योंकि यह फर्म द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है यह बाजार या बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है इसलिए यह नियंत्रण से परे है अब हमें बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य से इसे मिलाना होगा और यदि आप लाभ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लागत कम करनी होगी अब लागत को कम करने के लिए अब हमें अलग अलग घटकों को देखना होगा जैसा कि मैंने आपको सफलता मंत्र या निर्णय लेने वाले नियम में बताया कि प्रबंधन लेखांकन में हम लागत और लाभ के नियम का पालन करते हैं हमेशा निर्णय लेने की लागत और उस निर्णय को लागू करने के बाद वहां उपलब्ध होने वाले लाभ की ओर देखते हैं इसलिए यदि लागत लाभ से कम है तो हम विकल्प को अपनाएंगे लेकिन अगर लागत अधिक है या लागत में न्यूनतम कमी है तो हम उस निर्णय को नहीं लेंगे क्योंकि लाभ सी राशि नहीं है जो हमारे लिए स्वीकार्य हो अब आइए समझते हैं कि मान लीजिए हम लागत कम करना चाहते हैं क्योंकि लाभ 26000 हम इससे संतुष्ट नहीं हैं हम लाभ बढ़ाना चाहते हैं इसलिए आपको यहां क्या करना है आपको लागत कम करनी होगी अब क्योंकि हमारे पास अलग अलग घटक हैं यदि आप यहां चार उप लागत को देखते हैं तो सबसे बड़ी लागत इस चार उप घटकों में लागत का सबसे बड़ा घटक प्रमुख लागत है अगला कारखाना लागत है फिर उत्पादन की लागत है और अंत में बिक्री की लागत इसलिए इसका मतलब है जैसा कि मैंने आपको लागत और लाभ विश्लेषण के बारे में बताया उन्हें उस विशेष समस्या पर गौर करना चाहिए जिसमें कुछ प्रयासों में ही हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर पाए इसलिए उदाहरण के लिए आपको यहां दी गई है एक आइटम उदाहरण के लिए स्टोर कीपर मजदूरी हमारे पास एक स्टोर कीपर है जो 1000 रुपये प्रतिमाह की मजदूरी लेता है और हम उसे एक और स्टोर कीपर के साथ बदलना चाहते हैं हम मानते हैं कि बहुत अधिक ले रहा है हमारे पास एक और लड़का होना चाहिए जो 1000 से कम रुपए के वेतन पर सहमत हो सके तो आप कितना अधिकतम कमी प्राप्त कर सकते हैं अधिकतम 900 कोई अन्य व्यक्ति आएगा अपना 900 रुपये या उससे भी कम के लिए सहमत होगा शायद किसी के लिए रु 800 तो हम केवल बचाएंगे रुपए 200 100 रुपए या 200 रुपए और इसके लिए हमें उस व्यक्ति की तलाश करनी होगी हमें उसे आश्वस्त करना होगा हमें उसे प्रशिक्षित करना होगा हमें कुछ अन्य खर्चों को भी करना होगा भर्ती लागत प्रशिक्षण लागत बनाए रखने की लागत और भी कई अन्य लागत हैं लेकिन बचत सिर्फ रु 200 इसलिए हम उस तरह की प्रक्रिया के लिए नहीं जाएंगे यदि आप मुख्य लागत को देखते हैं तो यह कुल लागत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा घटक है और इस प्रमुख लागत में भी हमारी तीन लागतें हैं एक लागत प्रत्यक्ष सामग्री है फिर प्रत्यक्ष श्रम है और फिर प्रत्यक्ष व्यय सबसे बड़ा मुख्य लागत में घटक प्रत्यक्ष सामग्री है इसलिए हमें प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह सबसे बड़ा अंग है यह सबसे बड़ा अंग है तो क्योंकि लागत क्या है यदि आप यहां कुल लागत को देखते हैं तो यहां की कुल लागत की गणना 163250 है और इस 163250 में से एक लाख सिर्फ सामग्री लागत है इसलिए हम यहां से शुरू करेंगे यदि लागत में को पाना है तो हमें यहां से शुरू करना है सामग्री की लागत को देखें और इस बारे में सोचें कि क्या हमारी सामग्री की लागत सौ हजार रुपये है हमारे प्रतियोगियों की सामग्री लागत कितनी है हम उनकी लागत शीट से उस जानकारी का पता लगाने की कोशिश करेंगे हालांकि यह आसानी से उपलब्ध नहीं हैं लेकिन फिर भी हमें प्रयास करने होंगे और यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए या यहां तक कि हम अपने प्रतिद्वंद्वियों से चिंतित नहीं हैं हम खुद महसूस करते हैं कि हमारी सामग्री की लागत बहुत अधिक है हमें इसे कम करने के बारे में सोचना चाहिए और अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो भी हम इसे हासिल कर सकते हैं सामग्री की लागत में 10 प्रतिशत की कमी सामग्री की लागत में 10 प्रतिशत की कमी तो इसका मतलब है कि हम कितने रुपये की बचत करेंगे 10000 और यह स्वीकार्य बड़ी राशि है यदि आप कुछ प्रयास करते हैं तो हम सामग्री की 10 प्रतिशत लागत बचा सकते हैं हम रु 10000 बचा सकते हैं अगर हम इसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाते हैं तो हम रु 15000 और किसी तरह अगर हम सामग्री को को 15 या 20 प्रतिशत तक कम कर सके तो आपकी सामग्री की लागत में रु 20000 की कमी आएगी हम सामग्री की लागत में लगभग रुपए 20000 की इस कमी को प्राप्त करने में सक्षम हैं जिससे हमारा ऑपरेटिंग लाभ दोगुना हो जाएगा इसलिए हमें हमेशा सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़े अंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हमने देखा था कि यह प्रमुख लागत है और मुख्य लागत में यह सामग्री लागत है और सामग्री लागत को नियंत्रित करना हमारे हाथों में है जिसे हम कर सकते हैं यदि हम ढूंढे बेहतर आपूर्ति कर्ता अगर हम भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करते हैं तो मुझे लगता है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इन दिनों सरकार ने विशेष रूप से एक विनिर्माण क्षेत्र में सरकार ने एक कानूनी धारा को पेश किया है और उस कानूनी धारा को वैश्विक आपूर्ति की धारा कहा जाता है सरकार का कहना है कि आप अगर सबसे अच्छा उत्पाद बनाते हैं और न्यूनतम संभव लागत पर तो लागत में कमी के लिए आपको वैश्विक आपूर्ति का उपयोग करना चाहिए वैश्विक आपूर्ति व उस तरह की है जो भी कच्चे माल की हमें उत्पाद बनाने की आवश्यकता है अगर हम विनिर्माण कर रहे हैं तो तैयार उत्पाद अगर हम उस उत्पाद के लिए कच्चे माल की तलाश कर रहे हैं जो कि सबसे अच्छी गुणवत्ता और कीमत में सबसे कम है और यदि यह सामग्री देश के भीतर उपलब्ध नहीं है यहां तक कि आप देश से बाहर भी जा सकते हैं इसे आयात कर सकते हैं और फिर इसे ला सकते हैं ताकि आप लागत पर बचत कर सकें आप सामग्री की सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं और फिर कभी कभी आप सबसे अच्छा उत्पाद का उत्पादन कर सकते हैं उदाहरण के लिए अब कंपनियां मैं उदाहरण लेता हूं आलू के चिप्स जैसे एक साधारण उत्पाद का हम बाजार से आलू के चिप्स खरीदते हैं कई कंपनियां इसका निर्माण कर रही हैं पेप्सी निर्माण कर रही है और कभी कभी अन्य कंपनियां भी निर्माण कर रही हैं अब भारतीय कंपनियां हल्दीराम और अन्य ने भी आलू के चिप्स का निर्माण भी शुरू कर दिया है और आलू के चिप्स का मुख्य कच्चा माल आलू है जब आप आलू के बारे में बात करते हैं आलू के लिए इस बहु राष्ट्रीय कंपनियों के गुणों के आलू के चिप्स का निर्माण करते हुए जो चिप्स वे हमारे लिए बना रहे हैं वे आलू की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं इसलिए शुरू में जब अच्छी गुणवत्ता वाले आलू भारत में उपलब्ध नहीं थे तो वे सर्वश्रेष्ठ उत्पाद बनाने के लिए इसे दूसरे देशों से आयात कर रहे थे तब उन्होंने किसानों की मदद करना शुरू कर दिया किसानों का मार्गदर्शन करना किसानों को प्रशिक्षित करना कि आलू की सर्वोत्तम गुणवत्ता कैसे बढ़े उदाहरण के लिए आप मैकडॉनल्ड्स के बारे में बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स एक महत्वपूर्ण उत्पाद बेचता है एक अच्छा उत्पाद जो फ्रेंच फ्राइज़ है और आपने कभी कभी फ्रेंच फ्राइज़ का आकार देखा होगा जो बहुत लंबा है और आप जानते हैं कि यह आलू से आता है तो आप आलू का आकार भी देख सकते हैं कभी कभी भारत में आलू की यह गुणवत्ता उपलब्ध नहीं होती है तो वे दूसरे देशों से आयात करते हैं और अगर उन्हें भारत में खरीदना पड़ता है तो वे इसे सबसे अच्छे स्रोत से खरीदते हैं ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री खरीदी जाए और जब से वे थोक में खरीदे तो स्वचालित रूप से लागत कम होगी तो वैश्विक आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण अंग है जब कहते है कि थोक में तैयार उत्पाद का उत्पादन करें तो निश्चित रूप से हमें सामग्री की सर्वोत्तम गुणवत्ता की तलाश करनी चाहिए और उत्पादन की लागत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए इसी तरह उदाहरण के लिए जो कंपनियां अपने इनपुट के रूप में कृषि सामग्री पर निर्भर हैं उनका मतलब है कि वे उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं जो कृषि सामग्री पर आधारित हैं उदाहरण के लिए आप आई टी सी भारतीय तंबाकू कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कई उपभोक्ता उत्पादों का निर्माण कर रही है आप गेहूं के आटे के बारे में बात करते हैं वे गेहूं के आटे का निर्माण कर रहे हैं कंपनी के स्वामित्व वाला ब्रांड आशीर्वाद गेहूं का आटा है पतंजलि भी गेहूं के आटे का निर्माण कर रही है तो कई कंपनियां गेहूं के आटे का निर्माण कर रही हैं यह एक कृषि आधारित उत्पाद है इसलिए उत्पादन की लागत को कम करने के लिए ये कंपनियां मौसम के दौरान गेहूं खरीदती हैं जब एक फसल का मौसम वे इसे सीधे किसानों से खरीदते हैं वे इसे थोक में खरीदते हैं इसलिए वे सबसे सस्ते दामों पर गेहूं की सबसे अच्छी गुणवत्ता खरीदने में सक्षम होते हैं और अंत में वे इसे बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं तो आप इसे स्वीकार्य कह सकते हैं मुझे प्रतिस्पर्धा के लिए गुणवत्ता चाहिए वह भी उपभोक्ताओं के लिए स्वीकार्य कीमत पर इसलिए उदाहरण के लिए हम सरसों के तेल के बारे में बात करते हैं सरसों का तेल एक ऐसा उत्पाद है कि सरसों के तेल के प्रोजेक्ट को स्थापित करना कभी कभी यह बहुत आसान लगता है लेकिन लागत प्रभावी बनाना बहुत मुश्किल है सरसों के बीज की लागत और प्रसंस्करण लागत के कारण यदि आप कुल लागत को जोड़ते हैं और फिर आप बाजार में एक ही सरसों के तेल के प्रति किलो की लागत का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो बिक्री मूल्य से कुल लागत घटाने पर कभी कभी फर्म अंत में नुकसान ही कमाती है इसलिए यदि आपको वास्तव में लाभ से बाहर आना है मतलब है कि सरसों के तेल की प्रक्रिया में या सरसों के तेल के निर्माण में तो आपको एक काम यह करना है कि हमें मौसम के दौरान सरसों के बीज खरीदने हैं और वह भी थोक में यदि हम मौसम के दौरान खरीद रहे हैं और वह भी थोक में निश्चित रूप से सरसों अगर यह सामान्य रूप से उपलब्ध है 30 प्रति किग्रा मौसम के दौरान यह मूल्य के आधे पर उपलब्ध होगा और यदि आप किसानों से सीधे खरीदते हैं तो निश्चित रूप से हम बड़ी लागत पर बचत करने जा रहे हैं इसलिए इस तरह से बहु राष्ट्रीय कंपनियाँ कभी कभी एक पैसा भी बचाती हैं और कहते हैं कि यह बड़ी बचत में तब्दील हो जाती है और अंत में यह लाभ लाखों रुपये तक के लाभ में जुड़ जाता है इसलिए हमेशा लागत के सबसे बड़े घटकों पर सोचें और इसे कम करने का प्रयास करें और यदि आप सक्षम हैं यदि आप लागत को 10 प्रतिशत तक कम करके भी सफल होते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लागत के बड़े भाग को बचा रहे हैं इसलिए यह सामग्री है जिसे हमें यहां ध्यान में रखना है दूसरा प्रत्यक्ष श्रम है आम तौर पर श्रम दरों को बाजार द्वारा नियंत्रित किया जाता है श्रम दरों को बाजार द्वारा नियंत्रित किया जाता है न कि उस मालिक द्वारा जो श्रम को काम पर रखना चाहता है इसलिए जो भी हो बाजार की दरें तय होती हैं हमें उस दर का भुगतान करना होगा लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बाजारों में उपलब्ध श्रम है इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि श्रम बहुतायत में है श्रम बहुतायत में है इसलिए इसका मतलब है कि यदि स्थानीय श्रम उपलब्ध नहीं है और यदि यह बहुत अधिक मूल्य में उपलब्ध है हम श्रम का आयात करने के बारे में भी सोच सकते हैं हम भारत में ला सकते हैं किसी भी हिस्से में हम उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और कुशल या अकुशल श्रम का उपयोग कर रहे है और यदि स्थानीय श्रम बहुत अधिक कीमत मांग रहा है तो हम सोच सकते हैं अन्य राज्यों के लोगों को लाना जहां यह अधिकता में है और यदि आप उन्हें लाते हैं भले ही आप भुगतान करते हैं वहां उनके रहने और खाने की लागत का तब भी यह बहुत नीचे आएगा इसलिए हम इस बारे में सोच सकते हैं कि क्या हम श्रम लागत को कम कर सकते हैं क्योंकि यह इस जानकारी में दूसरा सबसे बड़ा घटक है और यहां तक कि श्रम भी यदि आप लागत का 10 प्रतिशत भी बचाते हैं तो आप 2500 रुपये बचाने जा रहे हैं अन्य घटक बहुत बड़े नहीं हैं मान ले कि अन्य ओवरहेड्स 5000 प्रत्यक्ष खर्च हैं तो अगर आप देखते हैं कि कारखाने का किराया रु 5000 है तो कारखाने का किराया कम करना और इस पर समय लगाना हमारे लिए संभव नहीं है हमें इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए प्रबंधक का वेतन प्रबंधक एक स्थायी कर्मचारी है आप इसे 5000 रुपये से 4000 रुपए कम नहीं कर सकते हैं यह संभव नहीं है इसलिए इस जानकारी में यदि आप पूरी जानकारी का विश्लेषण करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि किसी भी अन्य लागत को कम करना संभव नहीं है हमें केवल सबसे बड़े घटकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि न्यूनतम प्रयास करके हमारे पास अधिकतम लाभ हो सकते हैं हमारे पास अधिकतम बचत हो सकती है और उत्पादन की कुल लागत एक महत्वपूर्ण सीमा तक कमी आती है इसलिए आप देखते हैं कि जब आपने इस तरह से लागत पत्रक तैयार किया है तो हम प्रमुख लागत तैयार करते हैं और अंत में हम बिक्री की लागत तैयार करते हैं इसलिए हमें यह आंकड़ा मिला है इसलिए हमें 163250 का आंकड़ा मिला है और अब हमें पता चला है कि इस 163000 में लागत का बड़ा हिस्सा मुख्य लागत है जो मुझे लगता है कि 80 प्रतिशत से अधिक है जो रु 130000 है इसलिए यदि लागत के किसी भी नियंत्रण का उपयोग करना है तो हमें प्रमुख लागत पर करना चाहिए क्योंकि लागत के अन्य घटकों में कोई गुंजाईश नहीं है इसका मतलब है कि कारखाने की लागत में या कारखाने के ओवरहेड्स में भी उत्पादन की लागत में भी प्रशासनिक ओवरहेड्स में भी कोई गुंजाईश नहीं है बिक्री और वितरण ओवरहेड्स में हम न्यूनतम लागत का भुगतान कर रहे हैं और वहां इसमें भी कोई गुंजाईश नहीं है इसलिए यह लागत पत्रक तैयार करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है या लागत का विवरण इस प्रकार है कि हमें विभिन्न अंगों को जानना होगा उदाहरण के लिए यदि आप लागत पत्रक इस तरह से तैयार नहीं कर रहे हैं और आप यह नहीं जान रहे हैं कि आपकी मुख्य लागत क्या है आपके कारखाने की लागत क्या है आपकी प्रशासनिक लागत क्या है और बिक्री की लागत क्या है तो नियंत्रण कैसे किया जाए आप इसे जान पाएंगे कि कौन सा घटक लागत में अधिकतम योगदान दे रहा है तो इस तरह से हम इस बारे में जान रहे हैं कि लागत के कौन से अंग का अधिकतम योगदान हैं इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और लागत को कैसे कम किया जाए ताकि लागत और बिक्री मूल्य के बीच अंतर को अधिकतम किया जा सके और आपका ऑपरेटिंग लाभ अधिकतम हो जाए ठीक है ना तो यह साधारण लागत पत्रक है और लागत पत्रक के विश्लेषण की प्रक्रिया कहें तो बस लागत और लाभ विश्लेषण का सिद्धांत है जो हमेशा लागत के उस घटक पर चोट करता है जो सबसे बड़ा है जो अधिकतम और कह सकते हैं कि 5 10 या 20 प्रतिशत या 15 20 प्रतिशत तो हम अंत में कह सकते हैं कि हम अधिकतम राशि बचाते हैं अब हम लागत पत्रक के अगले भाग पर जाते हैं और लागत पत्रक में अगला भाग है कहे तो लागत पत्रक के बारे में अगले चरण में जाने और सीखने का और कुछ समायोजन करने का और एक महत्वपूर्ण लागत पत्रक में समायोजन है स्टॉक ट्रीटमेंट हमने पहली समस्या में स्टॉक ट्रीटमेंटनहीं किया है यह बहुत ही सरल समस्या थी सीधी समस्या कोई परेशानी नहीं कोई तोड़ मोड़ नहीं कुछ भी नहीं जानकारी केवल सरल थी हमें कुछ जानकारी छोड़नी थी लेकिन अन्य जानकारी सीधी थी यहां अब हमें स्टॉक या स्टॉक के ट्रीटमेंट के लिए कुछ समायोजन करना होगा अब स्टॉक ट्रीटमेंटका मतलब है कि हमें इसे कैसे करना है इसलिए सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के स्टॉक क्या हैं पहला स्टॉक है कच्चा माल कच्चे माल का स्टॉक सामग्री का स्टॉक एक है दूसरा डब्ल्यूआईपी का स्टॉक है जोकि प्रक्रिया में है और तीसरा स्टॉक तैयार माल का स्टॉक है तैयार माल का स्टॉक ये तीन ही स्टॉक है सही है ना तो जैसा कि हम सामग्री की कुल लागत पर पहुंचे क्योंकि यह हमारे लिए पहली समस्या में ही था तो उस मामले में हमारे लिए कोई समस्या नहीं है इसका मतलब है क्योंकि यह हमें दिया गया था प्रत्यक्ष सामग्री रु 100000 1 लाख रुपये इसलिए हमें इसकी गणना नहीं करनी है क्योंकि यह सीधे हमें दिया गया था स्टॉक को किसी के साथ भी समायोजित करने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है आपको स्टॉक का ट्रीटमेंट करना है आपको स्टॉक को समायोजित करना है क्योंकि आपको स्टॉक के विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं आपको स्टॉक के विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं आपके पास शुरुआती स्टॉक की जानकारी है आपके पास समापन स्टॉक की जानकारी है आप के पास खरीदी की जानकारी है आपके पास ख़रीद के संबंध में जानकारी है जैसे कहीं तो क्रय पर भाड़ा इसलिए आपको कुछ समायोजन करने होंगे और इन समायोजन करने के बाद आपको एक आंकड़े पर पहुँचना होगा और उस आंकड़े को कच्ची सामग्री की खपत का आंकड़ा कहा जाएगा इसलिए उपभोग की जाने वाली कच्ची सामग्री की गणना करना बहुत आसान नहीं है हमें इसका पता लगाना होगा अब इसे कैसे खोजा जाए या स्टॉक के ट्रीटमेंट के लिए कैसे जाएं यही वह बात है जो हम यहां सीखने जा रहे हैं इसलिए उदाहरण के लिए हम लागत पत्रक तैयार कर रहे हैं मैं जल्दी से प्रारूप तैयार कर रहा हूं यह लागत पत्रक का प्रारूप है ठीक है ना अब हम सामान्य लागत पत्रक तैयार कर रहे हैं जैसा कि हमने पहली समस्या में किया है इसलिए लेकिन हमें यहां यह पता लगाना है कि कच्चे माल की खपत लागत कितनी है अब उदाहरण के लिए अगर मैं आपको यह समस्या दिखाता हूं तो इस समस्या में उपभोग किए गए कच्चे माल की लागत सीधे हमें नहीं दी जाती है आपको दो तीन प्रकार की जानकारी दी जाती है एक जानकारी कच्चे माल की लागत है आपके पास शुरुआती स्टॉक है आपके पास समापन स्टॉक है और फिर है आपके पास एक और जानकारी है जैसे कि कच्चे माल की खरीद इसलिए न्यूनतम तीन जानकारियाँ हैं और हमें इन तीनों को ध्यान में रखना है इसलिए इसे कहा जाता है स्टॉक का ट्रीटमेंट और हमें स्टॉक का सही तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि हम कच्चे माल की लागत की सही गणना कर सकें तो कच्चे माल की लागत की गणना के लिए हमें क्या करना है आपको यहां से शुरू करना है कहें तो कच्चे माल के शुरुआती स्टॉक से कच्चे माल का शुरुआती स्टॉक यहीं पर इसे अंदर के कॉलम में रखना है इस कॉलम को जब आप इस लाइन के अंदर कच्चे माल के शुरुआती स्टॉक के रूप में इसे सीधे इस कॉलम में न लें इसे आंतरिक कॉलम में रखें फिर आप नई खरीदारी जमा करें ठीक है ना खरीदारी जोड़ें और अगर आपको खरीद पर आवक भाड़ा के बारे में जानकारी दी गई है फिर आप यहां लिखते हैं कि COP कैरिज ऑन परचेसेस जोड़िए यह सब चीजें डालें और उन्हें एक साथ जोड़ें यहां रेखांकित करें और फिर आपको यहां एक आंकड़ा मिलेगा ठीक है पूरी तरह से यह है कि कच्चे माल का शुरुआती स्टॉक खरीदी और खरीदी की लागत है और फिर आप यहाँ है इसमें समापन स्टॉक को कम करें मैं इसे यहां सी एस लिख रहा हूँ कच्चे माल का समापन स्टॉक आर एम कच्चे माल का समापन स्टॉक ठीक है ना है तो आप कच्चे माल का समापन स्टॉक लेते हैं और इसे घटाते हैं और अंत में आप एक आंकड़े पर पहुंच जाएंगे और उनके आंकड़े को कहा जाता है आप यहां कुल नहीं लिखते हैं सीधे आप यहां कुल लेते हैं और यह उपाय करते हैं कि उनका आंकड़ा लागत के रूप में हो जाएगा यह कच्चे माल में कच्चे माल के समापन स्टॉक को कम करते हैं और अंत में जब आप इस आंकड़े पर आते हैं तो आपको यहीं पर कच्चे माल की लागत उपभोग किए कच्चे माल की लागत का पता चलता है इसलिए यहाँ इस कुल को न लिखें कुल को यहाँ बाहरी कॉलम में ले जाएँ इसलिए हमें यह नहीं लिखना है हमें इस तरह से करना है इसलिए कच्चे माल के आंतरिक कॉलम के शुरुआती स्टॉक में सब कुछ डालें खरीदारी जोड़ें आप कीजिए खरीदारी लागत जोड़ें आवक भाड़ा जोड़ें तो कुल मिलाकर यह तीन चीजें को मिलाकर कच्चे माल के समापन स्टॉक को कम करें और अंत में आप उस जानकारी के साथ आते हैं जिसे कच्चे माल की लागत कहा जाता है इसलिए यह है हम कच्चे माल के स्टॉक या कच्चे माल के स्टॉक ट्रीटमेंट कैसे करते हैं या स्टॉक ट्रीटमेंट जोकि कच्चे माल का स्टॉक कहलाता हैं और इसमें फिर हम क्या जोड़ेंगे हम प्रत्यक्ष मजदूरी को जोड़ देंगे फिर हम अन्य सीधे खर्चों अन्य खर्चों को जोड़ देंगे और अंत में आप कुछ इस तरह से पहुँचेंगे जिसे प्रधान लागत कहा जाता है इस लागत को मुख्य लागत कहा जाएगा इसलिए यहां आप मुख्य लागत पर हैं एक बार जब आप प्रमुख लागत की गणना करते हैं तो आप कारखाने की लागत की गणना के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हमने पिछले बयान में किया है कारखाने ओवरहेड्स को जोड़ते हैं या कभी कभी इसे ओवरहेड्स कारखाने के रूप में लिखा जाता है कारखाना ओवरहेड्स या वर्कस ओवरहेड्स तो आप आम तौर पर 1 2 3 4 5 इस तरह से जोड़ते हैं इस तरह इन सभी ओवरहेड्स को आंतरिक कॉलम में डालते हैं इन सभी ओवरहेड्स को आंतरिक कॉलम में डालते हैं उन्हें बाहरी कॉलम पर नहीं ले जाते हैं आंतरिक कॉलम में गणना कह सकते हैं केवल एक आंकड़ा बाहरी कॉलम पर जाएगा कभी भी यह कहा जाने वाला कच्चा माल नहीं जाएगा यह यहां आएगा और फिर प्रत्यक्ष मजदूरी की जानकारी यहां होगी प्रत्यक्ष मजदूरी की जानकारी यह यहां नहीं होगी उदाहरण के लिए क्षमा करें यह यहां नहीं होगा यह सीधे बाहरी स्तम्भ में जाने के लिए होगा तो यह यहां बाहरी कॉलम पर जाएगा यह प्रत्यक्ष मजदूरी है यह दूसरा है और अंत में यह बन जाएगा जो भी कच्चे माल से संबंधित लागत है या आइटम होंगे वे आंतरिक कॉलम में होंगे क्योंकि हमें स्टॉक ट्रीटमेंट करने के लिए गणना के लिए स्टॉक को समायोजित करना है खपत की गई कच्चे माल की लागत की गणना आपको आंतरिक कॉलम में कच्चे माल से संबंधित वस्तुओं को डालना होगा और कच्चे माल की खपत के रूप में केवल एक आंकड़ा सामने आएगा तब प्रत्यक्ष स्वतंत्र मजदूरी आएगी कोई ट्रीटमेंट नहीं यहां कोई समायोजन नहीं फिर प्रत्यक्ष ओवरहेड्स यहां भी कोई ट्रीटमेंट नहीं कोई समायोजन नहीं है और अंत में बाहरी कॉलम में हमारी प्रमुख लागत है तो हमारे पास फिर से बाहरी कॉलम में तीन या चार आंकड़े हैं एक है कच्चे माल की खपत प्रत्यक्ष मजदूरी प्रत्यक्ष अन्य खर्च और अंत में प्रमुख लागत अब इसमें फ़ैक्टरी ओवरहेड्स पर मुख्य लागत की गणना करने के बाद आगे बढ़े और सामान्य रूप से जैसा कि हमने पिछली समस्या में किया है आप फ़ैक्टरी ओवरहेड्स को जोड़ते हैं और इसे आंतरिक कॉलम में जोड़ते हैं बाहरी कॉलम को कुछ भी नहीं लिखते हैं और फिर जोड़ते हैं यहां जो भी यहां आता है आप यहां लिखते हैं डब्ल्यूआईपी के शुरुआती स्टॉक को जोड़े डब्ल्यूआईपी का मतलब है प्रक्रिया में काम करना इसे यहां जोड़े और यहां एक रेखा लगाते हैं यहां कुल राशि दिखाएं और डब्ल्यू आई पी के समापन स्टॉक को घटाएं इसे घटाएं यहां एक लाइन लगाएं और अब यह क्या हो जाता है यह कुल कारखाना या वर्क्स लागत है यह कुल कारखाना या वर्क्स लागत है आप इसकी गणना कर सकते हैं कुल कारखाने के रूप में लागत या यह कुल कारखाने की लागत है और केवल एक ही आंकड़ा यहाँ आएगा कुल कारखाने की लागत है तो इस मामले में क्या हो रहा है कुल कारखाने की लागत इस तरह से हो जाएगी कि कच्चे माल की खपत कम हो इसलिए इसका मतलब है कि कुल कारखाने ओवरहेड्स हैं इसलिए हम यह आंकड़ा ले रहे हैं केवल एक आंकड़ा लेकिन यह यहां आता है इस आंकड़े को यहां और अंत में डाल दिया जाएगा यहां इसे जोड़ना इसलिए यह कुल कारखाना लागत बन जाएगा तो हमने यहां मुख्य लागत की गणना की है कि यह वहां है फिर हमने फ़ैक्टरी ओवरहेड्स को अंदर के कॉलम में जोड़ा फिर फ़ैक्टरी ओवरहेड्स को जोड़ दिया फिर स्टॉक को वर्क इन प्रोग्रेस में जोड़ दिया फिर इसे कुल जोड़ दिया फिर डब्ल्यू आई पी के समापन स्टॉक को कम किया यहां पर चीजें डाली लेकिन अंत में समापन स्टॉक को घटाकर आप अंदर कॉलम में आंकड़ा नहीं डालेंगे यह अंतिम आंकड़ा यहां के बाहरी कॉलम में आता है इसलिए अब आपके पास कितने आंकड़े हैं एक सामग्री है यह एक श्रम है यह अन्य ओवरहेड्स है यह प्रमुख लागत है और अब यह अगला आइटम है जो एक कारखाने की लागत है या कुल कारखाने की लागत सही है ना इसलिए यह डब्ल्यूआईपी ट्रीटमेंट है वर्क इन प्रोग्रेस ट्रीटमेंटWork in progress और अब जब आप तैयार माल के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो फिर से आपको इस तरह से आगे बढ़ना होगा और यहाँ आपको लिखना होगा एक बार जब आप कारखाने की लागत की गणना कर लेते हैं तो एक बार आपने गणना की है कारखाने की लागत यह बाहरी कॉलम में पहले से ही है फिर प्रशासनिक ओवरहेड्स प्रशासनिक ओवरहेड्स जोड़े और फिर से सभी प्रशासनिक ओवरहेड्स को आंतरिक कॉलम में डालें और फिर आप यहां एक लाइन डालते हैं और फिर आप कहते हैं आप इसकी कुल में जो यहाँ ऊपर है फिर तैयार माल का शुरुआती स्टॉक जोड़े मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफ जी तैयार माल यहाँ डाल दो यहाँ एक लाइन डाल दो और फिर कुछ कुल निकलेगा यहाँ कुछ मत लिखो केवल कुल फिर कम समापन तैयार स्टॉक यहां डालिए एक लाइन यहां डालिए और अंत में जब आप इसे पूरा करेंगे तो यह यहां आ जाएगा यह आंकड़ा आ जाएगा कुल आंकड़ा यहां आ जाएगा और फिर आप यहां एक लाइन डालेंगे और यह एक बन जाएगा उत्पादन की लागत यह उत्पादन की लागत है यह एक और आंकड़ा है फिर आप आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ते हैं और यहां जोड़ते हैं यह है कि बिक्री और वितरण ओवरहेड्स सही हैं ना आप सभी बिक्री और वितरण ओवरहेड्स डालते हैं और यह आंकड़ा यहां डालते हैं या क्योंकि ये स्वतंत्र आइटम हैं इसलिए हम ले सकते हैं उन्हें सीधे बाहरी कॉलम में यहाँ रखा गया है और यह कुल बिक्री की लागत बन जाएगा यह बिक्री की लागत के रूप में सही हो जाएगा इसलिए यह है और फिर आखिरकार बिक्री आंकड़ा क्षमा करें बिक्री का आंकड़ा इसलिए आपके पास है बिक्री यह आंकड़ा यहां दिया गया है और ऑपरेटिंग लाभ है यह ऑपरेटिंग लाभ है सही है ना इसलिए अंतर ऑपरेटिंग लाभ है जो यहां होगा तो यह बिक्री है पूरी लागत जमा ऑपरेटिंग लाभ है यह कोई बिक्री आंकड़ा है यह बिक्री मूल्य है तो इस तरह से हमें स्टॉक ट्रीटमेंट करना होगा इसलिए पिछली समस्या की तरह आपको आसानी से उपभोग की जाने वाली कच्ची सामग्री की लागत नहीं दी जाती है आप को नहीं दे रहे हैं आप इसे कारखाने की लागत के रूप में कह सकते हैं और आपको सीधे नहीं दिया जाता है या आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं जब तक आप विभिन्न प्रकार के स्टॉक का व्यापार नहीं करते हैं तब तक उत्पादन की लागत की गणना नहीं कर सकते हैं यहां तीनों स्टॉक है जैसे कच्चे माल का स्टॉक है जो कि मुख्य लागत में डब्ल्यूआईपी के स्टॉक को फ़ैक्टरी लागत में और शुरुआती और समापन स्टॉक जोकि उत्पादन की लागत की गणना के लिए उपयोग होते हैं इसलिए एक बार उत्पादन की लागत हमारे साथ उपलब्ध होने के बाद उनको बिक्री और वितरण ओवरहेड्स में जोड़कर आखिरकार आप बिक्री की लागत पर पहुंच जाएंगे और फिर उस लाभ हिस्से को जोड़कर जो हम कमाना चाहते हैं लाभ ऑपरेटिंग लाभ जो हम कमाना चाहते हैं यह बिक्री लागत और ऑपरेटिंग लागत दोनों का मिलकर हमें कुल बिक्री मूल्य देगा इसलिए बिक्री की जानकारी या बिक्री मूल्य हम बाजार से लेंगे उत्पादन की लागत की गणना हम खुद करेंगे और इन दोनों के बीच अंतर की गणना स्वचालित रूप से की जा सकती है इसलिए इस तरह से स्टॉक ट्रीटमेंट करके लागत शीट तैयार की जाती है आइए आप दी हुई जानकारी से जो कि अगली समस्या में दे गई है लागत पत्र तैयार करते हैं तो आप यहां हैं समस्या दी गई है जैसे कि आपको कच्ची सामग्री की लागत दी गई हैडब्ल्यू आई पी तैयार माल की लागत और फिर आपको यहां कुछ अन्य जानकारी दी जाती है और आपसे अंत में तैयार करने के लिए कहा जाता है लागत शीट जो सामग्री उपयोग को दिखाएं मुख्य लागत कारखाने की लागत और कुल कारखाने की लागत और अंत में आय विवरण तैयार करते हैं इसका मतलब है कि सकल लाभ और शुद्ध लाभ दिखाते हुए लाभ और हानि खाता तो अब जल्दी से इस समस्या के लिए लागत पत्रक तैयार करें और यदि आप इस समस्या के लिए लागत पत्रक को तैयार करते हैं तो फिर से उसी प्रक्रिया उसी विवरण आसान विवरण को तैयार करना होगा लेकिन स्टॉक को लेने के बाद यहाँ स्टॉक ट्रीटमेंट करने के बाद तो यहां इस समस्या में निम्न जानकारी रिकॉर्ड केंद्र माफ कीजिए रिकॉर्ड से प्राप्त की गई है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए लेफ्ट सेंटर कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड यह केवल एक महीने 2017 के लिए है आपको शुरुआती स्टॉक के बारे में जानकारी दी गई है समापन स्टॉक और अन्य विवरण दिए हैंसही हैं ना इसलिए अब यदि आप इस जानकारी को ध्यान में रखते हैं तो तुम्हें यहाँ ले जाना है यहाँ तुम्हें क्या लेना है कच्चे माल की लागत समायोजित करने के बाद अपने कच्चे माल फिर डब्ल्यूआईपी फिर तैयार माल की लागत है तीनों तरह के स्टॉक और आगे की जानकारी को जोड़ने के बाद आप सही उत्पादन की कुल लागत पर पहुँचेंगे तो हम लागत पत्रक या लागत के विवरण की मरम्मत के बारे में बात कर रहे हैं लेफ्ट सेंटर कॉरपोरेशन के लिए लागत का विवरण सही है ना इसलिए फिर से हम एक ही प्रारूप रख रहे हैं यह फिर से पर्टिकुलर है फिर हैं प्रति यूनिट लागत सीपीयू और उसके बाद हमारे पास कुल लागत रुपये कुल लागत रुपये में है सही है ना इसलिए यह प्रारूप है और अब हमें बनाना शुरु करना होगा तो सबसे पहले आप इसे कच्चे माल के शुरुआती स्टॉक के रूप में लेते हैं और आप के पास दिए गए कच्चे माल का कितना स्टॉक है आप इस जानकारी से पता लगा सकते हैं कि 30000 शुरुआती स्टॉक है इसे आंतरिक कॉलम में रखें फिर खरीदी जमा करे जो कितनी है खरीदी आंकड़ा कितना है यह रु 450000 यह कुछ इस तरह है और यह कितना है यह रु 480000 के रूप में है और फिर इसे कच्चे माल के क्लोजिंग स्टॉक को घटाएं कच्चे माल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25000 तो आखिर आपने क्या गणना की है कच्चे माल की लागत कितनी है और कच्चे माल की खपत कितनी है कच्चे माल की लागत की 455000 स्पष्ट खपत है समझ गए ना अब आप इस मजदूरी लागत में जोड़ते हैं या लागत का अगला प्रमुख क्या है जो हमें दिया गया वह है वह मजदूरी का भुगतान है इसलिए मजदूरी जोड़ें यहां मजदूरी कितनी है हमें दी जाने वाली मजदूरी लागत 230000 है मुझे लगता है कि मजदूरी रु 230000 और मजदूरी के बाद हमारे पास जो कुछ भी है इस मजदूरी के लिए कुछ और लगेगा क्या फ़ैक्टरी ओवरहेड्स फ़ैक्टरी ओवरहेड्स तो कारखाने में जाएंगे इसलिए मुझे लगता है कि मुख्य लागत की गणना के लिए यह एकमात्र जानकारी उपलब्ध है और यदि आप इस जानकारी को ध्यान में रखते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा इसे मुख्य लागत कहा जाता है और मुख्य लागत कितनी है यह है 0 0 0 5 और फिर 8 और फिर 685000 मुख्य लागत है 685000 फिर हमें सीधे कारखाने के ओवरहेड्स दिए जाते हैं कारखाने के ओवरहेड्स को जोड़ते हैं अब यदि आप कारखाने के ओवरहेड्स को ध्यान में रखते हैं तो कारखाने के ओवरहेड्स कितने हैं फ़ैक्टरी ओवरहेड्स केवल 92000 हैं इसलिए सीधे इसे यहां रखें हमें छोटे छोटे आंकड़े नहीं दिए जाते हैं हमें केवल एक आंकड़ा दिया जाता है जो कि फ़ैक्टरी ओवरहेड्स 92000 सही है और फिर कुल मिलाकर यह है इसे फ़ैक्टरी लागत किया हुआ ख़र्चा कहा जाता है यह फ़ैक्टरी लागत खर्च के रूप में जानी जाती है इनका मतलब फ़ैक्टरी लागत है जो कि वर्तमान अवधि में हुई है जिसे आपको ध्यान में रखना है तो इस मामले में फ़ैक्टरी लागत कितनी है यह 0 0 0 है यह 7 है यह 7 है और यह 7 है इसलिए यह 777000 है इसलिए इसका मतलब है कि हमने कारखाने की लागत की गणना की है जिसका मतलब है कि कारखाने की लागत जो वर्तमान महीने में खर्च हुई है अब इसमें कुल कारखाने लागत की गणना के लिए आपको डब्ल्यूआईपी के स्टॉक ट्रीटमेंट करना होगा अब हमें क्या करना है सीधे जोड़ें या कहें कभी कभी क्योंकि हमें स्टॉक ट्रीटमेंट करना है इसलिए मुझे लगता है कि कारखाने की लागत को ना बेहतर नहीं है कारखाने के ओवरहेड्स कहें और इस मामले में कारखाने का खर्च हुआ हाँ हम कर सकते हैं इसे सीधे बाहरी कॉलम पर ले जाएं और फिर हमें यहाँ WIP डब्ल्यू आई पी का शुरुआती स्टॉक जोड़ना होगा WIP डब्ल्यू आई पी का शुरुआती स्टॉक WIP डब्ल्यू आई पी का कितना स्टॉक है अभी इसे यहां ढूंढते हैं WIP डब्ल्यू आई पी स्टॉक है रु 12000 इसलिए आप इसे यहां डालते हैं अब आंतरिक कॉलम में डालने की आवश्यकता नहीं है सीधे आप इसे बाहरी कॉलम में रख सकते हैं और फिर आपको यह पता लगाना होगा कि इसकी कीमत क्या है यह मान 0 0 0 9 8 के रूप में काम करता है और यह 7 सही है और फिर यह जानकारी कहें कि डब्ल्यू आई पी का कम समापन स्टॉक है WIP डब्ल्यू आई पी का समापन स्टॉक कितना है WIP डब्ल्यू आई पी का समापन स्टॉक हमें दिया गया 15000 तो यह WIP का क्लोजिंग स्टॉक है 15000 है इसे सीधे आंतरिक कॉलम में रखें और फिर इसे घटाएं इसलिए यदि आप इसकी गणना करते हैं तो आप गणना कर सकते हैं कि कारखानावर्कस लागत है या किसी आप कुल कारखाना या वर्कस लागत कहते हैं यह सरल नहीं हैयह खर्च की गई लागत नहीं है यह कुल कारखाना या वर्क्स की लागत है इस लागत को कुल कारखाने कार्यों की लागत कहा जाता है और यह कितना है तो इस जानकारी में यह 774000 आया है इस जानकारी से आपको केवल क्या गणना करने के लिए कहा जाता है यह वह जानकारी है जो दी गई है और जिसे हम गणना करने के लिए कहते हैं वह है कच्चे माल की खपत प्रमुख लागत और कारखाने की लागत और कुल कारखाने की लागत समाप्त हुए ओवरहेड्स और अन्य चीजों को हमें इस लागत पत्रक में शामिल नहीं करना है उन्हें लाभ और हानि खाते या आय विवरण में रखना होगा और यहां नहीं तो हमने इस मामले में लिया है हमने खपत की गई कच्चे माल की लागत की गणना की है हमने प्रमुख लागत की गणना की है जैसा कि यह पूछा गया है और फिर हमने कारखाने की लागत की गणना की है और फिर संपूर्ण फ़ैक्टरी या वर्क्स लागत शेष पूरे हुए ओवरहेड्स प्रशासनिक व्यय बिक्री और वितरण व्यय हम उन्हें आय विवरण या लाभ और हानि खाते में करेंगे जो अगली कक्षा में तैयार करेंगे और फिर विश्लेषण करें कि लागत में योगदान देने वाले घटक कौन से हैं जो लागत बढ़ाते हैं और आप लागत को कम करना चाहते हैं तो आपको उन तत्वों पर ध्यान देना होगा कहे तो घटक तत्वों पर और फिर हमें कुल लागत को कम करना होगा और लाभ में वृद्धि करना होगा इसलिए शेष चर्चा और इस समस्या में आय विवरण की तैयारी हम अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे